प्रयोगात्मक भौतिकी I में हमने बिजली और चुंबकत्व पर जो प्रयोग किए हैं वे क्या हैं मैं उनके बारे में संक्षेप में चर्चा करूंगा हमने देखा है कि गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर और एमीटर किसी भी विद्युत माप का अभिन्न अंग हैं हमने गैल्वेनोमीटर के कार्य सिद्धांत का प्रदर्शन किया है मूल रूप से बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर और धारा और आवेश का पता लगाने में धारा और आवेश संवेदनशीलता को मापा हमने गैल्वेनोमीटर के कार्य सिद्धांत के बारे में चर्चा की है और मुझे लगता है कि मैंने गैल्वेनोमीटर वाल्टमीटर और एमीटर के टेबल को खोला अंदर क्या चीजें हैं यह कैसे काम करती है एक प्रयोग हमने प्रदर्शित किया है वह बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है और उस गुण का आंकड़ा मापा है जो मूल रूप से संवेदनशीलता है उस गैल्वेनोमीटर की आवेश संवेदनशीलता और धारा संवेदनशीलता हमने यह भी देखा है कि विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है और उस क्षेत्र में एक अन्य विद्युत धारावाही चालक को रखने से उनके बीच बल उत्पन्न होता है इसका मतलब है कि मूल रूप से दो समानांतर विद्युत धारावाही चालक लंबे चालक सीधे चालक धारा की दिशा के आधार पर वे बल महसूस करते हैं वे एक दूसरे पर बल लागू करते हैं धारा की दिशा के आधार पर या तो इन दो तारों के बीच प्रतिकारक बल या आकर्षक बल होगा ऐसा इसलिए है क्योंकि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जैसे कि एक अन्य विद्युत धारावाही चालक है यह भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है तो ध्रुव की ध्रुवता या ध्रुव दिशा के आधार पर दो चुंबक वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित या आकर्षित करेंगे इसलिए इस सिद्धांत के आधार पर हमने दो लंबे समानांतर विद्युत धारावाही चालकों के बीच बल को माप कर हवा की चुंबकशीलता निर्धारित की है इस प्रयोग को हमने प्रदर्शित किया है और हमने हवा की चुंबकशीलता को मापा है फिर प्रतिरोधक प्रेरक और कैपेसिटर ये तीनों इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रोनिकस में बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं हमने प्रदर्शित किया है कि प्रतिरोध को कैसे मापें मूल रूप से उच्च प्रतिरोध CR सर्किट या RC सर्किट में एक कैपेसिटर के आवेशन एवं निरावेशन के माध्यम से यह प्रयोग हमने प्रदर्शित किया है और प्रायोगिक तौर पर आप समय स्थिरांक का पता लगा सकते हैं जोकि RC है अब C का मूल्य जानने के लिए हम R का मान प्राप्त कर सकते हैं और इसके विपरीत यदि आप उनमें से एक को जानते हैं तो आप दूसरे को प्राप्त कर सकते हैं आम तौर पर इस विधि के लिए हम उच्च प्रतिरोध को मेगा ओम प्रतिरोध में मापने के लिए उपयोग करते हैं उच्च प्रतिरोध बहुत उच्च प्रतिरोध का पता लगाने के लिए यह बहुत सुविधाजनक तरीका है इसके अलावा हमने यह प्रदर्शित किया है कि प्रेरकत्व और उसके प्रतिरोध को कैसे मापें मतलब की प्रेरक एक कुंडल रूप में इसमें प्रतिरोध है AC स्रोत के साथ LR सर्किट में प्रेरकत्व और इसके प्रतिरोध को कैसे मापें यह प्रयोग भी हमने प्रदर्शित किया है हमने LCR सर्किट का उपयोग अनुनाद को प्रदर्शित करने के लिए भी किया है और अनुनाद आवृत्ति की गणना की है यहाँ मूल रूप से अगले प्रयोग में हमने यह प्रदर्शित किया है प्राथमिक और द्वितीयक प्रेरकों के बीच म्यूच्यूअल इंडक्टेंस आप प्राथमिक प्रेरक के माध्यम से धारा पास करते हैं और इस कुंडली से फ्लक्स यह पास में रखे दूसरी कुंडली से गुजरता है यदि इस फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो दूसरी कुंडली में EMF प्रेरित होगा और फिर से यह दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न करेगा तो उस धारा के कारण फिर से यह फ्लक्स उत्पन्न करेगा यह फ्लक्स प्राथमिक कुंडल को प्रभावित करेगा तो मूल रूप से प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के बीच फ्लक्स का पारस्परिक आदान प्रदान होगा उसे हम म्यूच्यूअल इंडक्टेंस कहते हैं वही हमने इस प्रयोग में प्रदर्शित किया है और दोनों प्रेरकों के बीच के कोण के साथ म्यूच्यूअल इंडक्टेंस के परिवर्तन को भी देखा है यहाँ यह प्रयोग हमने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के महत्वपूर्ण घटकों से परिचित होने के लिए किया है तो यह मूल रूप से एक प्रतिरोधक प्रेरक और कैपेसिटर हैं यह प्रयोग वास्तव में उनके साथ परिचित होने के लिए बहुत उपयोगी है और निश्चित रूप से इन तीन घटकों के बिना हम इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत प्रयोजनों में किसी भी सर्किट के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो ये प्रयोगशाला में प्रयोग का अच्छा प्रदर्शन हैं और वह हमने प्रायोगिक भौतिकी I में देखा है अगला प्रयोग हमने विद्युतचुम्बकीय प्रेरण पर प्रदर्शित किया है यह बहुत महत्वपूर्ण परिघटना है विद्युतचुम्बकीय प्रेरण मूल रूप से एस्टड एम्पेयर बायोट सावर्ट फैराडे ये अग्रणी कार्यकर्ता हैं धारा और विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए या जो मूल रूप से EMF या EMF के बराबर है जो चुंबकीय क्षेत्र से है इलेक्ट्रोमोटिव बल के संदर्भ में चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र तक आप कह सकते हैं और इसके विपरीत हमने प्रयोगशाला में प्रदर्शन किया है एक वृत्ताकार कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन कैसे किया जाता है और कैसे इसका परिमाण धारा धारा का परिमाण और कुंडल अक्ष से दूरी पर निर्भर करता है तो यह प्रयोग हमने प्रदर्शित किया है चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा यह चुंबकीय क्षेत्र कैसे बदलता है कैसे चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार कुंडली में धारा पर निर्भर करता है साथ ही यह अक्ष से कुंडली से दूरी पर भी निर्भर करता है एक कुंडली अक्ष इसके महत्व के कारण यह बहुत अच्छा प्रयोग है जैसा कि मैं यहां उल्लेख करूंगा इस परिघटना का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है इलेक्ट्रोमैग्नेट तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप किसी भी प्रयोगशाला में देख सकते हैं ये बहुत उपयोगी चुंबक हैं जो आपको स्थायी चुंबक से नहीं मिल सकते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का लाभ यह है कि आप सिर्फ धारा को बदलकर चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन स्थायी चुंबक के मामले में यह संभव नहीं है किसी विशेष स्थायी चुंबक के लिए आपको विशेष क्षेत्र मिलेगा इसके अलावा हमने फैराडे के प्रेरण के नियम Faraday's law of induction को सत्यापित किया है जिसमें दिखाया गया है कि प्रेरित EMF धारा के परिमाण कुंडली में धारा के परिमाण जो मूल रूप से चुंबकीय क्षेत्र है और धारा की आवृत्ति पर निर्भर करता है फिर से यह समान होगा चुंबकीय क्षेत्र के लिए भौतिक दृष्टि से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरण कुंडली में घुमावों की संख्या और प्रेरण कुंडली के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के लिए फैराडे के प्रेरण का नियम Faraday's law of induction जिसे हमने सत्यापित किया है जिसे हमने प्रदर्शित किया है और यह प्रेरित EMF मूल रूप से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण है यह कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति या कुंडली में धारा पर निर्भर करता है यह कुंडली में घुमावों की संख्या पर निर्भर करता है यह कुंडली के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर करता है तो इन सभी चीजों को हम एक प्रयोगशाला में प्रदर्शित करने में सक्षम हैं और इस फैराडे के प्रेरण के नियम Faraday's law of induction के आधार पर चुंबकीय सेंसर का उत्पादन किया जाता है चुंबकीय सेंसर तैयार किए जाते हैं और इन सेंसर का उपयोग कई प्रयोगों में किया जाता है कई उद्योगों में इन सेंसर का उपयोग चुंबकीय फ्लक्स को समझने के लिए किया जाता है एक प्रयोग VSM वाइब्रेटिंग सैंपल मैगनेटोमीटर है जिसकी मैंने प्रयोगात्मक भौतिकी I में चर्चा की मुझे लगता है कि यह अंतिम कक्षा थी वहाँ चुंबकीय सेंसर है मैंने आपको बताया था कि इस चुंबकीय सेंसर का उपयोग चुंबकीय पदार्थ के साथ चुंबकीयकरण के परिवर्तन को महसूस करने के लिए किया जाता है ये बहुत उपयोगी प्रयोग हैं और मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे प्रयोगों पर चर्चा कर ली है ये मूल प्रयोग हैं ये सभी प्रयोग आम तौर पर हमारे भौतिकी विभाग में बी टेक B Tech के छात्रों के साथ साथ एकीकृत एम एस सी के छात्रों 2 साल के एम एस सी छात्रों के लिए भी होते हैं वे इन प्रयोगों को करते हैं वे कई प्रयोग करते हैं उनमें से कुछ मैंने दिखाए हैं प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष में वे जो भी प्रयोग करते हैं मैंने प्रयोगात्मक भौतिकी I में उन पर चर्चा की और प्रयोगात्मक भौतिकी II में दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में जो भी प्रयोग वे करते हैं उनकी मैं प्रायोगिक भौतिकी II में चर्चा करूंगा जो भी पाठ्यक्रम मैं अभी ले रहा हूं इन प्रयोगों में से मैंने यह भी चर्चा की है कि डेटा कैसे लिखना है और परिणाम कैसे लिखना है यह बहुत महत्वपूर्ण है यह मूल रूप से त्रुटि विश्लेषण है मैंने प्रायोगिक भौतिकी I में विस्तार से चर्चा की है और यह प्रायोगिक भौतिकी II के साथ साथ प्रायोगिक भौतिकी III या किसी भी प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण है यह अनिवार्य है मैं संक्षेप में बताता हूं कि हमने मॉड्यूल I में त्रुटि विश्लेषण के बारे में क्या सीखा है इसकी हमें मॉड्यूल II में भी आवश्यकता है प्रायोगिक भौतिकी II में त्रुटि विश्लेषण मैं उदाहरण के साथ शुरू करता हूं उदाहरण 1 मान लें यदि आपके पास 200 रुपये हैं और आप 200 रुपये को 3 लोगों में समान रूप से विभाजित करते हैं अपना जवाब लिखें प्रत्येक व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा आपके पास 200 रुपये हैं और आप तीन लोगों के बीच समान रूप से विभाजित करना चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा यही प्रश्न है अब आपको मुझे सही उत्तर बताना है वैज्ञानिक रूप से सही यह बहुत ही सरल है आप क्या करोगे 3 से विभाजित 200 फिर आप कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे तब कैलकुलेटर 66 बिंदु दशमलव बिंदु 66666667 पढ़ने देगा तो यह कितने अंक देगा यह कैलकुलेटर की सटीकता पर निर्भर करेगा सही अब यह कैलकुलेटर द्वारा दिया गया परिणाम है या यदि आप मैन्युअल रूप से गणना करते हैं विभाजित करते हैं तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा तो आप कहीं रुक जाएंगे अब सवाल यह है यह स्पष्ट है कि गणना की यह सटीकता आम तौर पर हमें लगता है यह इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितने अंकों तक की गणना कर सकते हैं यह सैद्धांतिक मूल्य है यह सैद्धांतिक मूल्य है लेकिन व्यावहारिक रूप से आप इस तरह अपना जवाब नहीं लिख सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं यदि मैं छात्रों को यह समस्या देता हूं तो विभिन्न छात्र अलग अलग उत्तर लिखेंगे मान लें कि एक छात्र 66667 लिखेगा एक और छात्र अगला छात्र छात्र 2 वह 666667 लिखेगा या तीसरा छात्र 66666 लिखेगा चौथा एक 6667 फिर पांचवा 6666 छठा छात्र 667 लिख सकता है सातवां छात्र 666 लिख सकता है आठवां छात्र 67 लिख सकता है अब सवाल यह है कि कौन सा सही है कौन सा सही है और उत्तर कैसे लिखना है क्या हम उनमें से किसी एक को लिख सकते हैं या उत्तर लिखने की कुछ प्रक्रियाएं हैं यदि आप ठीक से उत्तर लिखना चाहते हैं तो यही है आपको अल्पतमांक जानना होगा और आपको सार्थक अंक जानना होगा यदि आप समझते हैं यदि आप इन दोनों को जानते हैं तो आप उत्तर को सही से लिख सकते हैं आप जानते हैं कि 1 पैसे का सिक्का हमारी भारतीय मुद्रा में सबसे कम मूल्य का सिक्का है सही एक पैसा आजकल एक पैसा देखने को नहीं मिलता लेकिन पहले हमारे बचपन में हमने 1 पैसा देखा है मुझे लगता है मैं सोचता हूं अब यह बाजार में नहीं है लेकिन यह वहां है तो 1 पैसे का सिक्का हमारी भारतीय मुद्रा में सबसे कम मूल्य का सिक्का है इसलिए मैं किसी को भी 1 पैसे से कम नहीं दे सकता 100 पैसा 1 रुपये के बराबर है रुपये में यह 001 है सही इसलिए मैं 001 रुपये से कम नहीं दे सकता ठीक है तो अल्पतमांक 001 रुपया या 1 पैसा है ठीक है यदि आप जानते हैं आपकी समस्या के लिए यह यथार्थवादी समस्या है यह रुपए हैं जिसे हम तीन लोगों के बीच विभाजित कर रहे हैं ठीक है तो आपके पास 10 रुपये 20 रुपये और फिर 1 रुपया और फिर 50 पैसे वगैरह 1 पैसे तक हैं जब आप अपने मामले के लिए अल्पतमांक जानते हैं तो व्यावहारिक रूप से जैसा कि मैंने बताया आप पैसे के आदान प्रदान में 1 पैसे से कम सटीकता के बारे में नहीं सोच सकते हमारी मुद्रा में पैसे के आदान प्रदान में 1 पैसे से कम की सटीकता के बारे में नहीं सोचा जा सकता तो यह वह तथ्य है जिसे हमें ध्यान में रखना है मतलब हम अल्पतमांक बता रहे हैं आगे हम यहाँ नहीं कर सकते हमने देखा है कि यह दशमलव बिंदु पर आ रहा है और इस उदाहरण से कि आप देख सकते हैं कि आप तीन व्यक्तियों में समान रूप से तीन व्यक्तियों के बीच 200 रूपए को समान रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं इसका अर्थ है यहाँ त्रुटि होगी और आप त्रुटि की अधिकतम संभावना का उल्लेख कर सकते हैं ठीक इसलिए जब आपको यह समस्या दी जाती है कि आप तीन लोगों के बीच 200 रुपये को समान रूप से विभाजित करें आप समान रूप से विभाजित नहीं कर सकते यह असंभव है ठीक है इसका अर्थ है इस वितरण में त्रुटि मुमकिन त्रुटि संभावित त्रुटि होगी पैसे के इस वितरण में तो हमारे जवाब में अनिश्चितता होगी जो कोई त्रुटि के संदर्भ में और अधिकतम संभावित त्रुटि के संदर्भ में व्यक्त कर सकता है परिणाम व्यक्त करने के लिए यह ध्यान रखें कि त्रुटि लिखने की आवश्यकता है ठीक है जैसा कि मैंने बताया कि आपको अल्पतमांक सार्थक अंक पता होना चाहिए हम लगभग निकटतम बराबर को विभाजित करने का प्रयास करेंगे हम लगभग निकटतम बराबर विभाजित करने का प्रयास करेंगे ठीक मुझे लगता है यह शायद ठीक से नहीं कह सकता तो आप संपूर्णत नहीं आप विभाजित नहीं कर सकते आप उन्हें नहीं दे सकते लेकिन हम कोशिश करेंगे लोग आम तौर पर विभाजित करने की कोशिश करेंगे यह शायद बराबर ना हो लेकिन यह बराबर के करीब होगा यही मेरा कहने का अर्थ है तो वितरण हो सकता है अब यह स्पष्ट है कि 001 के बाद से यह अल्पतमांक है तो आप केवल दो दशमलव बिंदु तक रख सकते हैं जो भी यह 666667 है आप केवल दो दशमलव तक रख सकते हैं ठीक है तो आप इस 200 रुपये को इस तरह से विभाजित कर सकते हैं कि 6666 एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को 6666 और अन्य व्यक्ति को 6668 की यह कुल 200 है या आप इस तरह वितरित कर सकते हैं 6666 6667 6667 तो दो लोगों को 6667 और एक अन्य को 1 पैसा कम मिलेगा एक अन्य व्यक्ति को 1 पैसा कम मिलेगा इसलिए कुल 200 ठीक है तो यह आपके परिणाम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है हमने कैसे विभाजित किया है हमने कैसे वितरित किया है तो आपका परिणाम आप इस तरह व्यक्त कर सकते हैं 6667 प्लस माइनस 001 ठीक है यदि आप व्यक्त करते हैं तो तीन लोगों को उनको 6666 से 6668 रुपए मिलेंगे ठीक है यही मैंने यहां दिखाने की कोशिश की है आप को इस से बेहतर नहीं मिल सकता है यही कारण है कि मैंने निकटतम बराबर बताया ठीक है जो भी हमने यहां गणना की है वह आपका परिणाम होगा कैलकुलेटर से हमने जो गणना की है वह 66666 दिखा रहा है जो भी कैलकुलेटर दे रहा है तो तुरंत जो आप 66 लिखेंगे और आप दो अंक 066 रखेंगे अब यह 6 अगले 6 का अनुसरण करता है इसलिए यदि यह 5 से अधिक है तो 1 जोड़ा जाएगा ठीक है तो यह 7 होगा तो 6667 ठीक है तोआप अब तुरंत लिख सकते हैं इस उत्तर में क्या यह पूर्ण उत्तर है यदि आप इसे लिखते हैं इसका मतलब है आप बता रहे हैं कि सभी को 6667 रुपये मिलेंगे लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इसमें भिन्नता होगी तो एक व्यक्ति को 6666 मिल सकता है या एक व्यक्ति को 6668 समान वितरण संभव नहीं है अनिश्चितता तो वहाँ है उसे ऐसे व्यक्त किया है वितरण में उत्तर अधिकतम उत्तर क्या है यह इस के साथ व्यक्त किया गया है जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया है यह प्लस माइनस अल्पतमांक 001 है यह आपकी समस्या के उदाहरण का जवाब होगा जो भी मैं पूछता हूं कि आपके पास 200 रुपये हैं और आप 200 रुपये को समान रूप से 3 लोगों में कैसे वितरित करेंगे आपका जवाब आपको लिखना होगा आपका जवाब आपको 6667 प्लस माइनस 001 लिखना होगा यह उत्तर है और इसलिए किसी भी मापदंड के लिए आमतौर पर हम x सर्वोत्तम मूल्य प्लस माइनस डेल्टा x लिखते हैं यह सबसे संभावित त्रुटि है डेल्टा x यह सबसे संभावित त्रुटि है प्लस माइनस डेल्टा x यह मात्रा को व्यक्त करने का तरीका है यह त्रुटि कहां और कैसे पता करें विभिन्न मामले के लिए सबसे संभावित त्रुटि एकल मापदंड के लिए यह पता लगाना आसान है यह मूल रूप से उस उपकरण का अल्पतमांक है जिसे सबसे संभावित त्रुटि के रूप में लिया जाता है लेकिन जब कुछ मापदंडों को अन्य मापदंडों से व्युत्पन्न किया जाता है जिन्हें मापा जाता है उस समय उस मापदंड की त्रुटि जो भी हम अन्य मापदंडों से गणना कर रहे हैं यह मापे गए मापदंडों की त्रुटि पर निर्भर करेगा इसलिए हम बताते हैं कि यह मूल रूप से त्रुटि का फैलाव है इस पर भी मैं चर्चा करूंगा अब यह ठीक है लेकिन एक बात है अगर कुछ छात्र उत्तर 67 प्लस माइनस 1 लिखते हैं यदि कोई कुछ विद्यार्थी उत्तर 67 प्लस माइनस 1 लिखते हैं वास्तव में मैं सार्थक अंक के कारण उसे अंक देने के लिए बाध्य हूं सार्थक अंक के कारण प्रश्न में मैंने 200 रुपये लिखा है मैं रुपए 2000 लिख सकता था या मैं 20000 लिख सकता था लेकिन मैं 200000 रुपए नहीं लिख सकता था असल में आखिरी अंक संख्या के एक आंकड़े के अंतिम अंक आम तौर पर संदिग्ध अंक होते हैं आम तौर पर संदिग्ध अंक एक त्रुटि है जो अंतिम अंक के समान क्रम का होगा प्रश्न में मुझे वास्तव में लिखना चाहिए मुझे रुपये 200 20000 लिखना चाहिए क्योंकि हमारी मुद्रा में हमारी मुद्रा में सटीकता 1 पैसे है ठीक है हम 1 पैसा के रूप में विनिमय धन दे सकते हैं यदि ऐसा है तो मुझे 20000 लिखना चाहिए जब मैं यह लिख रहा हूं तो यह खुद बताएगा कि अनिश्चितता क्या है इस संख्या में अनिश्चितता क्या है वास्तव में अंतिम अंक मूल रूप से संदिग्ध डिजिट बताता है और यह अनिश्चितता की डिग्री बताता है अगर मैं 200 लिखता हूं तो यह बता रहा है कि अनिश्चितता यहां अंतिम अंक में है जो 0 है तो यह 200 है यह 199 हो सकता है ठीक इसलिए लोग सोचेंगे कि यहां अनिश्चितता या अल्पतमांक यह एक है अगर मैं 20000 लिखता हूं फिर अनिश्चितता मूल रूप से अल्पतमांक मूल रूप से 001 है इसलिए अगर कुछ छात्र इसे भी लिखते हैं तो मुझे उन्हें भी अंक देना होगा तो बस एक नंबर लिखना यह ऐसे ही नहीं 200 और 20000 लिखना दोनों समान हैं 2000 भी समान हैं 200000 भी समान हैं लेकिन वैज्ञानिक रूप से वे समान नहीं हैं वे अलग हैं यही मैंने आपको बताने की कोशिश की मैं त्रुटि विश्लेषण आगे जारी रखूंगा आज मैं यही रुकता हूं धन्यवाद